पुनः आपका स्वागत है आज हम अभियंताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों की चर्चा जारी रखेंगे जो उनके मुख्य अधिकारों और जिम्मेदारियों में से हैं एक बार पुनः संक्षिप्त मे देखने के लिए आइए हम पिछले व्याख्यान में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें हमने उन सूचनाओं के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी जिन्हें गोपनीय डेटा की तरह रखा जाना चाहिए जैसे परिणाम आगामी उत्पादों की जानकारी उत्पादों की डिज़ाइन या सूत्र की जानकारी परियोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में व्यावसायिक जानकारी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान विपणन रणनीतियों उत्पादन लागत और उत्पादन पैदावार इंजीनियरों को आज अपनी नौकरी में गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करना होता है जो उन्हें बाहरी लोगों के साथ किसी भी जानकारी को साझा करने से रोकता है यहाँ पिछली चर्चा में हमने ध्यानाकर्षण का ये सिलसिला यहां पर खत्म हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों की तरह सरकारी संगठनों में सुरक्षा मुद्दों के कारण बहुत कठोर नियम होते हैं हमने हितों के टकराव पर चर्चा की थी यहाँ भी हम उसी मामले की तरह देखते है जिस पर हमने पिछले सत्र में हितों के टकराव पर चर्चा की थी इसलिए हितों के टकराव की ऐसी स्थिति में एक पेशेवर अपने कर्तव्य को पूरा होने से रोक सकता है आपको पिछले सत्र का वह मामला याद है जिसमें हमने उस मामले की चर्चा की थी जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के चयन का निर्णय उसे लेना था जिसकी स्वयं की भी माल की आपूर्ति करने वाली कंपनी थी इस मामले में यह पूर्णतः हितों का टकराव है जिसमें खुद की रुचि प्रभावित हो रही थी व्यक्तिगत रुचि का टकराव आम तौर पर तीन प्रकार का हो सकता है और हम पाते हैं कि वह हितों के संभावित टकराव की तरह हो सकता है जब मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां मैं सीधे एक आपूर्तिकर्ता के रूप में शामिल नहीं हूं लेकिन मेरा एक मित्र आपूर्तिकर्ता है इसी दरमियान मेरी एक और आपूर्तिकर्ता के साथ दोस्ती हो जाती है अब मेरा दायित्व ये है कि मुझे अपने मित्र का चयन करना चाहिए जो आपूर्तिकर्ता है या किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली सीमेंट की आपूर्ति कर रहा है और जिसे आप भी चाहते हैं इसे ही हितों का संभावित संघर्ष कहा जाता है जहां इंजीनियर महंगे डिजाइन तैयार कर रहा है वहाँ हितों का टकराव होना ही है क्योंकि वह व्यक्ति महंगे डिजाइन तैयार कर रहा है और उसे पैसे भी सीधे तौर पर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उसे अपनी फीस के रूप में प्रोजेक्ट का प्रतिशत मिलता है तो अधिक महंगे डिजाइन उसे बेहतर प्रतिशत देते इस मामले में वह जगह दिखाई दे रही है जहां हितों का टकराव होता है और जहां आपको लगता है कि मैं इससे महंगा डिज़ाइन बनाता हूं और मुझे बेहतर प्रतिशत मिलेगा क्योंकि मेरा भुगतान डिज़ाइन की समग्र लागत के निश्चित प्रतिशत के प्रतिशत पर आधारित है यहां हितों का टकराव दिखता है इसलिए इसे हितों के टकराव का बाहर आना कहा जाता है जो आमतौर पर तीन प्रकार के होते हैं "वास्तविक हितों का टकराव" इसलिए इन तीनों स्थितियों से हमें सावधान रहने की जरूरत है और हमें इसके बारे में उपाय भी करने की जरूरत है ताकि इनसे बचा जा सके अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि हितों के टकराव से कैसे बचा जा सकता है पिछली चर्चा में हमने इस पर कुछ हद तक चर्चा की थी जैसे कि हम कंपनी के मार्गदर्शन का पालन करते हैं कंपनी की नीतियाँ यदि स्पष्ट रूप से कुछ चीजों के बारे में बताती है तो प्रबंधकों या सहकर्मियों की राय ली जानी चाहिए की क्या किया जाए या सबसे अच्छा यह तय करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करें कि क्या यह नैतिक है या नहीं है यदि आपको पिछली चर्चा याद है जिसमें हमने चर्चा की थी कि अगर मुझे लगता है कि मैं उस स्थिति में हूं जहां मैं एक आपूर्तिकर्ता का चयन करने जा रहा हूं और मेरी एक कंपनी भी है जो इस प्रकार के सामानों की आपूर्ति कर रही है सरलतम अर्थों में "प्रतिस्पर्धी बोली" का मतलब है कि ये एक प्रक्रिया है इसमें जब तक संभव होगा मैं अपने प्रबंधकों और सहकर्मियों के साथ चर्चा करूंगा और अगर कंपनी नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है तो उससे मार्गदर्शन लूँगा यदि संभव हुआ तो मैं आपूर्तिकर्ता चयन के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लूंगा अन्यथा मैं इसके लिए बोली नहीं लगाऊंगा इसके दो तरीके हैं या तो मैं खुद को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं करता हूं या फिर मैं बोली में भाग नहीं लेता हूं इसका मतलब है कि मैं खुद को माल की आपूर्ति की प्रक्रिया में शामिल नहीं करता हूं किसी भी तरह से मैं इस टकराव से खुद को बाहर कर सकता हूं अब आगे हम प्रतिस्पर्धी बोली की इस प्रक्रिया की चर्चा करने जा रहे हैं सरलतम तरीके में प्रतिस्पर्धी बोली का मतलब है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अनुबंधित फर्म प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं या उन ठेकेदारों में से एक का चयन करती है जिन्होंने किसी परियोजना के लिए बोली प्रस्तुत की है वेंडर पॉइंटर्स भी होते हैं और अंततः सर्वश्रेष्ठ सप्लायर का चयन किया जाता है कि वे कितने अच्छे हैं अगर यह एक खुली प्रतियोगिता है तो क्या होता है कि हम उन सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने की संभावना रखते हैं जिन्होंने आपूर्ति की है या जिन्होंने किसी परियोजना के लिए अपनी बोलियाँ लगाई हैं यहां इंजीनियर प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए प्रतिबंधित हैं यह कुछ कारणों से भी है कुछ कारण जिसके बारे मे हम पहले ही बात कर चुके है जब हमने वास्तविक हितों के टकराव के बारे में चर्चा की थी क्योंकि अगर मैं दिए गए उत्पादों की गुणवत्ता का चयन करने की स्थिति में हूं और मैं विवेक से काम न लूँ तो मैं गुणवत्ता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति का चयन करने के उद्देश्य से अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा अगर सामानों की आपूर्ति मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूं तो इसमें मेरा कुछ व्यक्तिगत हित हैं तो यह हितों के टकराव की स्थिति ही है बड़े पैमाने पर जनता के सर्वोत्तम हित के कार्य में मदद करने के लिए "प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया" में इंजीनियरों को प्रतिस्पर्धी बोली से प्रतिबंधित किया जाता है क्योंकि अगर वह माल की खराब गुणवत्ता का चयन करता है तो वह बहुत लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है इसलिए होता क्या है कि जो भी अनुबंध की कीमत को निर्धारित करने वाला कारक होगा वो इंजीनियर को इस काम से अलग करने के लिए प्रेरित करेगा और क्योंकि यह जनता की सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए इंजीनियरों के कर्तव्य को कम कर सकता है इसलिए वे प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से प्रतिबंधित हैं क्योंकि यदि मूल्य एक मुख्य चिंता का विषय बनता है न कि माल की गुणवत्ता तो यह लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है इसलिए वे प्रतिस्पर्धी बोली से प्रतिबंधित हैं इंजीनियरों के लिए आने वाली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक और जो दिन प्रतिदिन बहुत महत्वपूर्ण भी होती जा रही है वह है इंजीनियरों के बीच सुरक्षा की अवधारणा इसलिए इन दिनों इंजीनियरिंग के छात्रों को उनकी ज़िम्मेदारी के एक हिस्से के रूप में सुरक्षा के महत्व के बारे में पढ़ाया जाता है और हमें जो लगता है कि यह एक विशेष मामले से विस्तृत होगा जिसे हम नीचे देखेंगे हम ऐसे मामले को देखेंगे और हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियरों के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों बन गई है और हम इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे और साथ ही सुरक्षा के महत्व को भी समझने का प्रयास करेंगे हम नीचे दिए गए मामले पर ध्यान दें जो कि अप्रत्याशित कारक या सुरक्षा है आप एक नए इंजीनियर हैं और एक बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी की डिजाइन टीम में काम कर रहे हैं कंपनी अपनी उत्पाद लाइनों में एक बड़ा और नया परिवर्तन करने जा रही है आपकी टीम नई कार के फ्रेम का हिस्सा डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार है कारों को हल्का और अधिक कुशल बनाने के लिए आपकी टीम को कार्बन संरचना के संरचनात्मक पदार्थ में से कुछ बनाने के लिए निर्देशित किया गया है क्रॉस सदस्य बनाए गए जिन्हें ध्यान से जांचते हैं तब आपका डिज़ाइन स्वीकृत होता है और उसके बाद यह उत्पादन में जाता है यहाँ तक हम जो पाते हैं जैसे आप एक नए इंजीनियर हैं और एक बड़े ऑटोमोबाइल निर्माता के लिए डिजाइन टीम का एक हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं तो शायद आप एक महान संगठन का हिस्सा हैं क्योंकि कंपनी अपने उत्पाद को नया स्वरूप दे रही है और आप उस टीम का एक हिस्सा हैं जिसे नई कार के फ्रेम वाले हिस्से को डिजाइन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है मतलब आप इस नई कार के फ्रेम के पूरे डिजाइन का एक हिस्सा हैं कारों को हल्का बनाने और अधिक कुशल बनाने के लिए कंपनी ने कार्बन फाइबर कंपोजिट से कुछ संरचनात्मक पदार्थ बनाने के लिए निर्देशित किया है यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी टीम को कार्बन फाइबर कंपोजिट से कुछ नया पदार्थ बनाने के लिए निर्देशित किया जाता है क्रॉस सदस्य जो फ्रेम की पटरियों को अलग रखता है समग्र प्रतिस्थापन के लिए आदर्श रूप से अनुकूल भी था आप कई मिश्रित सामग्रियों और ले अप का परीक्षण करते हैं और अंत में एक का चयन होता है इस विश्वास के साथ कि यह काम करेगा मतलब यह है कि आपके पास काम करने के लिए कारण था क्योंकि अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया है कार के कई प्रोटोटाइप बनाए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से जांचते हैं और आगे भी कई प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं जिन्हें आप ध्यान से जांचते हैं और आपका डिजाइन फिर स्वीकृत हो गया है और यह उत्पादन पर जाने वाला है आज ही आपने अपने क्रॉस मेंबर के साथ एक समस्या पाई सर्दियों में परीक्षण की गई कार से क्रॉस सदस्य में कुछ इंच की व्यापक दरार दिखाई दी डिजाइन को देखने के बाद आप महसूस करते हैं कि फटा हुआ भाग निकास प्रणाली के पास पैदा होता है और यह पाइप टूटने का कारण होता है इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और आप इसके बारे में क्या करते हैं तो इस मामले में यदि आप एक व्यक्ति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो सुरक्षा के बारे में चिंतित है तो आपने देखा कि दुविधा दिखता है यहाँ दुविधा इस अंतिम चरण में हो सकती है कि यदि मैं डिजाइन को रद्द कर दूं तो पूरी कंपनी पर कर की लागत का क्या प्रभाव होगा और तब वे अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे यदि कंपनी एक निश्चित समय पर अपने उत्पाद अपनी कार को लॉन्च करना चाहती हैं और वे बाजार से वादा भी करते हैं कि हम इस समय सीमा के भीतर कार के नए संस्करण को लॉन्च करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी दुविधा की बात हो सकती है लेकिन फिर भी यदि आपने इन चीजों का अवलोकन किया है तो इस समय आपकी जिम्मेदारी क्या होगी यह इस पर निर्भर करता है कि यह संगठन में आपकी रैंक क्या है यदि आप एक बहुत ही जूनियर सदस्य हैं या टीम का एक हिस्सा है तो आपको तुरंत अपनी टीम लीडर को रिपोर्ट करना चाहिए और फिर इसे उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए और फिर सोचें भले ही इसके लिए कंपनी को कुछ खर्च भी करना पड़े फिर भी यह हजारों लोगों की सुरक्षा के मुद्दों की तुलना में बहुत कम लागत है जो आपके अंतिम उत्पाद का उपयोग करेंगे इस प्रकार की चिंताएँ और इस प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ इंजीनियरों की बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ हैं जहाँ हम सुरक्षा के मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते हैं और इंजीनियरों के लिए यह एक प्राथमिक ज़िम्मेदारी है हमने इंजीनियरों की जिम्मेदारियों के बारे में भी चर्चा की है अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ इंजीनियरों के अधिकारों की बात आती है इसलिए अब हम इंजीनियर के अधिकारों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जहां उनके विशेष अधिकार हैं इंजीनियरों के पास भी विशेष अधिकार हैं जो उनके पेशे के साथ आते हैं इसलिए ये बहुत ही मूलभूत मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी अन्य पेशे की तरह ही हैं जैसे कि निजता का अधिकार बाहर की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार कंपनी की नीतियों के बिना यथोचित आपत्ति करने का अधिकार और फिर प्रतिशोध का डर इस तरह से हर व्यक्ति का निजी जीवन और पेशेवर जीवन अलग होता है और इसलिए एक संतुलित तरीके से सभी को निजता का अधिकार है इसके अलावा भी मेरे व्यक्तिगत जीवन में कुछ है हालांकि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ यह पेशेवर नैतिकता है कि मुझे गोपनीयता का अधिकार है कार्य के बाहर अपनी पसंद की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार अपने काम के बाहर मैं उन गतिविधियों में भाग ले सकता हूं जो मेरे शौक या हित होते हैं लेकिन फिर से हमें यह भी देखना होगा कि हम अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों से समझौता तो नहीं कर रहे हैं इन सभी चीजों में मुख्य शब्द यह है कि हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बीच संतुलन कैसे बनाए रखें प्रत्येक व्यक्ति को दंड और नियत प्रक्रिया के भय के बिना कंपनी की नीतियों पर आपत्ति करने का अधिकार है इसलिए हम अपेक्षा कर सकते हैं कि संस्थाओं में उचित प्रक्रियाओं के लिए हमारे पास अधिकार हैं मार्टिन है कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने स्वयं के पेशेवर निर्णय को लागू करने का अधिकार है यह पेशेवर विवेक का अधिकार यह एक अनूठा अधिकार है क्योंकि हम इंजीनियरिंग को एक ऐसे पेशे के रूप में लेते हैं जहां ज्ञान निर्णय विवेक जिम्मेदारियों का सुंदर मिश्रण है और यह आपकी अवधारणा अभ्यास और जिम्मेदारियों से आता है तथा एक पेशेवर विवेक को जन्म देता है तो इंजीनियर मौलिक अधिकार है पेशेवर विवेक का अधिकार अपने स्वयं के पेशेवर विवेक को लागू करने का अधिकार है जबकि कर्तव्यों का निर्वहन करना बहुत महत्वपूर्ण है यही कारण है कि मैंने उस मामले में बताया कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द यह हैं कि "उन्हें कार्बन फाइबर कंपोजिट में से कुछ संरचनात्मक पदार्थ बनाने के लिए निर्देशित किया गया था" अब हम इस मामले को गहराई से देखते हैं तो हम इस बारे में बहस कर सकते हैं और चर्चा भी कर सकते हैं जैसे कि उन्हें कब निर्देशित किया गया था और यह उचित सामग्री है या नहीं यह सभी प्रकार के मौसम और परिस्थितियों का सामना कर सकता है या नहीं और क्या आपका "पेशेवर विवेक" इस तरह के डिजाइनों के लिए हाँ कहते हैं या नहीं और आपकी अंतरात्मा क्या कहती है जो आपको ऐसा करने के लिए निर्देशित करती है जब आप इस सुरक्षा संबंधी समस्या को देखते हैं तब आप निर्णय कैसे लेते हैं अपने पेशेवर विवेक के आधार पर अपना निर्णय कैसे लेते हैं इंजीनियरों के महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक ध्यानाकर्षण में गए और फिर बाहरी लोगों के पास गए इस प्रक्रिया को ध्यानाकर्षण के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे ध्यानाकर्षण का अधिकार जब कोई कर्मचारी नियोक्ता या पर्यवेक्षक द्वारा किए जा रहे अनैतिक या अवैध कार्य को सार्वजनिक या उच्च प्रबंधन को सूचित करता है इंजीनियरों का कर्तव्य है कि आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करे इसलिए कई मामलों में इंजीनियरों को ध्यानाकर्षण के लिए मजबूर किया जाता है जैसा कि शुरुआती मामले में हुआ था और जिसकी चर्चा हमने मॉड्यूल के शुरुआत में की थी मुखबिर परिचित है या अनाम है मुखबिर अनाम तब होता है जब मुखबिर कर्मचारी आरोप लगाते समय अपना नाम प्रकट करने से इनकार कर दे यह ऊपरी प्रबंधन को एक मेल या एक अनाम ज्ञापन भेजकर किया जा सकता है दूसरी ओर वह स्वीकार करें और आरोपों को खुले तौर पर बताए और अपने आरोपों से पूछताछ को सामने लाने के लिए तैयार हो वह इसका कर्ताधर्ता है और इसकी जिम्मेदारी लेता है और वह इसके परिणामों का सामना करने और मुद्दों के साथ आगे बढ़ने वाला है किसी निगम के दृष्टिकोण से मुखबिरी खराब हो सकती है क्योंकि इससे अविश्वास को बढ़ावा मिलता है और कर्मचारियों को एक साथ काम करने में असमर्थता हो सकती है चूंकि मुखबिरी एक बहुत ही संवेदनशील मामला है तो हमें यह भी तय करने की आवश्यकता है कि हमें मुखबिरी के लिए कब जाना चाहिए और कब नहीं अगर हम मुखबिरी पर जाने का फैसला कर रहे हैं तो इसमें कौन से उचित कदम शामिल हैं हमें उन चरणों का पालन कैसे करना चाहिए और संगठन कर्मचारियों के बारे में क्या कह सकते हैं अब उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे अब हम यह चर्चा करेंगे कि व्हिसिल ब्लोइंग कब की जानी चाहिए व्हिसल ब्लोइंग की कोशिश कब की जानी चाहिए तो पहले तो हम व्हिसिल ब्लोइंग के प्रयास के बारे में चर्चा करेंगे आम तौर पर हम चार बिन्दुओ के नियम का पालन करते हैं तो आइए देखते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं आवश्यकता सुनिश्चित करें कि संभावित रूप से बचने के लिए व्हिसिल ब्लोइंग की आवश्यकता है निकटता व्हिसिल ब्लोइंग से पहले प्राथमिक नॉलेज जरूरी है चीजों को निकटता में होना चाहिए जहां से उनका पता लगाया जा सकता है या उनका मूल्यांकन किया जा सकता है पहला एक मुद्दा होना चाहिए और मुद्दा काफी मजबूत होना चाहिए उसमे तीव्रता होनी चाहिए ताकि यह व्हिसिल ब्लोइंग के योग्य हो सके दूसरा मुझे व्हिसिल ब्लोइंग से पहले आवश्यक ज्ञान होना चाहिए और वे निकटता में होने वाली चीजें होनी चाहिए ताकि उनका पता लगाया जा सके या उनका मूल्यांकन किया जा सके इसके बाद व्हिसल ब्लोअर की क्षमता होनी चाहिए कि उसे हानिकारक गतिविधि को रोकने में सफलता मिले मतलब संगठन में आपकी स्थिति क्या है या आपके पास कौन सा पेशेवर ज्ञान है आपके पास क्या विशेषज्ञता है आपको दूसरों का कितना समर्थन है और आपके पास उस ताकत का विकास कैसे होता है तभी हानिकारक गतिविधि को रोकने में आपकी सफलता की संभावना अधिक है जब आप बाहर की दुनिया में व्हिसिल ब्लोइंग की बात कर रहे हो तब यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपके पास एकमात्र यही विकल्प बचा हुआ है कि हमने पहले कोशिश कर ली है जैसे कि टीम लीडर को रिपोर्ट करना फिर ऊपरी प्रबंधन को रिपोर्ट करना और पूरे संगठन में इन चीजों को आगे बढ़ाना और अब हम इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं प्रतिक्रिया आने या कार्रवाई किए जाने का इंतजार कर रहे हैं और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है तब अंतिम उपाय के रूप में जब हम व्हिसिल ब्लोइंग कर सकते हैं अब आगे हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं वह है व्हिसिल ब्लोइंग से रोकना नियोक्ता के दृष्टिकोण से यह देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं या मुद्दों का ध्यान कैसे रख सकते हैं तो जो इंजीनियरों के लिए एक चिंता का विषय हैं क्योंकि संभावित रूप से यह संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है जब हम व्हिसिल ब्लोइंग को रोकने की करते हैं तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें संगठन में इतना खतरा पैदा करना चाहिए कि लोग व्हिसिल ब्लोइंग की हिम्मत ही न करें लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए और हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और हम जो प्रतिबद्धताएं बनाते हैं उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए हमें इस उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए कि व्हिसिल ब्लोइंग की आवश्यकता ही नहीं है यह एक मजबूत नैतिक संस्कृति विकसित करने के साथ शुरू होता है इसलिए संगठन में मजबूत कॉर्पोरेट नैतिक संस्कृति स्पष्ट होनी चाहिए और नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता स्थापित होनी चाहिए संचार की स्पष्ट रेखा होनी चाहिए खुलापन भी पहले से ही स्थितियों को रोकने में बहुत मदद करता है सभी कर्मचारियों को अपनी चिंताओं को संज्ञानमे लाने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंच होनी चाहिए यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिक रूप से गलतियों को स्वीकार करने के लिए प्रबंधन की ओर से एक इच्छा होनी चाहिए अगर हम इन बातों का पालन कर रहे हैं तो व्हिसिल ब्लोइंग की आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि लोग व्हिसिल ब्लोइंग के लिए तभी जाते हैं जब उनकी आवाज नहीं सुनी जाती उनकी चिंता नहीं सुनी जाती इसलिए यदि संस्था संचार के लिए एक खुला वातावरण देता है जहां संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे सभी को पर्याप्त जिम्मेदारी दे रहे रहे हैं तथा वे जूनियर सदस्यों को भी पर्याप्त समय दे रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर उचित प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और अगर रिपोर्ट की गई समस्याएं सही हैं तो उसको ठीक करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं और कुछ गलत काम होने पर गलती स्वीकार करें यह सार्वजनिक वार्ता में सकारात्मक संस्कृति संगठन की सकारात्मक मानसिकता जो नैतिक रूप से उन्मुख है संगठन की अच्छी नैतिक संस्कृति और अगर वह संस्कृति प्रबल होती है तो शायद व्हिसिल ब्लोइंग की आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं होगी इस अध्याय में हमने प्रमुख केंद्रीय अधिकारों जिम्मेदारियों और इंजीनियरों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी और हम यह कह सकते हैं कि हमें इन अधिकारों और जिम्मेदारियों संतुलन बनाना होगा ताकि हम अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन कर सकें धन्यवाद